चौथे सप्ताह के तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है इस मॉड्यूल में हम क्रोमैटिक्स ऑल्फैक्टिक्स के साथ साथ भौतिक संकेतों के महत्व पर चर्चा की जाएगी ताकि हम अन्य लोगों के गतिज संकेतों को बेहतर समझ सके क्रोमैटिक्स और ऑल्फैक्टिक्स निष्क्रियता हाल ही में संचार के गैर मौखिक पहलुओं के उपश्रेणी के रूप में उभरी है वे रे बर्डविस्टेल या हॉल की शुरुआती चर्चाओं में शामिल नहीं थे क्रोमैटिक्स वह तरीका है जिससे हम विभिन्न रंगों का जवाब देते हैं हमारी दृश्य भावना का उपयोग सक्रिय तरीके के साथ साथ निष्क्रिय तरीके से भी किया जाता है क्रोमैटिक्स रंगों के माध्यम से हमारा संचार है यह गैर मौखिक संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है हालांकि अभी इस क्षेत्र में बहुत काम किया गया है हमारी दृश्य भावना का उपयोग एक सक्रिय और साथ ही निष्क्रिय तरीके से किया जा सकता है जैसे की अन्य अवचेतन पहलुओं का होता है रंगों के सांस्कृतिक अर्थ भी होते हैं और वे विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न लक्षण और धारणाएं प्रतिनिधित्व करते हैं एक रंग का एक विशेष संस्कृति में अर्थ एक विशेष अर्थ हो सकता है लेकिन दूसरी संस्कृति में यह एक अलग हो सकता है उदाहरण के लिए कुछ देशों में काला शोक का रंग है जबकि कुछ अन्य संस्कृतियों में सफेद को शोक का रंग माना जाता है जो इन दुर्भाग्य अवसरों के दौरान उपयुक्त है पारस्परिक और व्यावसायिक संचार के संदर्भ में दो तरीके हो सकते हैं जिस तरह हम इन निष्कर्षों से संबंधित रंगो की व्याख्या करते हैं और विभिन्न प्रतिक्रिया देते हैं मुख्य रूप से हम अपने आस पास और एक स्थान के कार्यालयों के डिजाइन के रंगों को देखते हैं रंग की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसलिए हम कह सकते हैं कि रंग व्यापार और पेशेवर दुनिया में एक निश्चित शक्ति हैं यह विशेष रूप से विपणन में दिखाई देता है जहां रंग उपयोग एक ब्रांड लोगो और दृश्य की पहचान प्रस्तुत करने के लिए किया गया है और जो प्रमुख हो जाता है हालांकि जब हम ब्रांड और लोगो को देखते हैं तो उसमे विभिन्न प्रकार के दृश्य संकेत आकार संख्या भी होती हैं लेकिन जो सबसे अलग है वह रंग है जो हम सामान्य रूप से याद रखते हैं और रंग के उपयोग से ब्रांड की पहचान 80 प्रतिशत तक बढ़ जाती है व्यावहारिक स्तर पर हम पाते हैं कि एक ब्रांड में रंग का एक चतुर और अच्छा विचार है जो इसे औरो से अलग बनाता है ब्रांड और रंग के बीच का संबंध पर एक रंग की सटीक उपयुक्तता माना जाता है रंग न केवल विपणन के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि हम अपने कपड़ों में अपने सहायक उपकरण की पसंद में और जिस तरह से हम अपने उपहार वगैरह को पैकेज करते हैं उसमे भी महत्त्वपूर्ण है हम संदेशों पर पास करते हैं जो इरादतन या अनायास हो सकते हैं पार सांस्कृतिक का महत्व भी समझना होगा उसी समय हम पाते हैं कि रंग कार्य संस्कृति एक संगठन में को प्रभावित करते हैं और साथ ही कुछ रंग कॉर्पोरेट पहचान में भी मदद करते है नेटली बॉयड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार पैकेजिंग के रंग के सांस्कृतिक संघों पर टिप्पणी की है गर्म रंग जैसे लाल नारंगी पीला वगैरह चिंता भूख उत्तेजना को बढ़ाते हैं इसलिए फास्ट फूड चेन अक्सर लाल और पीले रंग के संयोजन का चयन करते हैं क्योंकि इन रंगों से भूख बढ़ती है दूसरी ओर शांत रंग एक प्रभाव पैदा करते हैं जो सुखदायक हैं और वे सोच को उत्तेजित करते हैं इसलिए वे रेस्तरां की सजावट के इंटीरियर में पसंद किए जाते हैं रंग की हमारी पसंद अन्य लोगों के लिए हमारे दृष्टिकोण और एक ही समय में पसंद का सुझाव देती है हमारे आसपास का रंग हमारे मूड को भी प्रभावित करता है उन रंगों का उपयोग जो हमारे आस पास के सौंदर्यशास्त्र मनभावन हैं वह हमे एक सकारात्मक उत्तेजना देता हैं और वे हमारी आधिकारिक बातचीत के दौरान हमारा ध्यान बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं अपर्याप्त रंगों का चयन आंखों के तनाव का कारण बनकर कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है और यह थकान की भावना को प्रोत्साहित भी कर सकता है इसके अलावा मैं डॉक्टर डेविड लुईसDr David Lews की एक बहुत ही दिलचस्प खोज का उल्लेख करूँगा जो एक रंग मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने शोध में पाया है कि लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी ऐसा मानते हैं की उनके परिवेश का रंग उनकी भावनाओं और प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और रंगों का एक सुनियोजित उपयोग जो सकारात्मक भावनाओं को उत्तेजित करने में सक्षम हैं और कर्मचारियों को बेहतर रचनात्मकता और नवीन विचारों की ओर ले जाता है हम यह समझें कि रंगों का एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव होता है और उनका इस प्रकार एक संचारी भाव निश्चित होता है उदाहरण के लिए प्रदर्शन एक ग्रीन रूम में अधिक आराम महसूस कराता है और भारोत्तोलक अपना काम नीले रंग के जिम में सबसे अच्छा करते हैं लेकिन पेशेवर दुनिया में इससे परे यह हमारी पसंद है जो हम अपने शरीर पर ले जाते हैं जिसे हम अपने व्यक्तित्व का प्रतिबिम्बित करते हैं और यह दूसरे के प्रति हमारा नजरिया दर्शाता है विभिन्न रंग मनोवैज्ञानिकों ने टिप्पणी की है कि कार्यस्थल पर सही शेड्स पहनना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक बनाने में मदद करता है यह हमारे सहयोगियों के साथ साथ हमारे मालिकों पर विशेष प्रभाव डालता है और हमारे करियर विकल्प को बढ़ा सकता हैं यह खोज हमें अगले तार्किक प्रश्न पर ले जाती है एक गहरे रंग अधिकार की भावना व्यक्त करता हैं जबकि हल्का रंग एक परियोजना की स्वीकार्य छवि दर्शाता है यह सुझाव लगभग एकमत हैं कि सभी लिंगों के लिए पेशेवर पोशाक के लिए उपयुक्त रंग काला या नौसेना नीला है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी ग्रे का सुझाव भी दिया है लेकिन बहुमत काले या गहरा नीला के पक्ष में है ये रंग अधिकार और शक्ति जैसे लक्षणों से जुड़े हैं कला रंग विशेष रूप से आक्रामकता की सकारात्मक भावना के साथ भी जुड़ा हुआ है शोधकर्ता हमें यह सोचने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि रंग के बीच एक निश्चित संबंध है जो एक वर्दी और कर्मचारियों के व्यवहार के साथ साथ व्यवहार के लिए चुना जाता है एक कर्मचारी की ओर एक ग्राहक जो एक विशेष रंग के कपड़े पहने हुए है उद्योगों ने हमेशा इन शोधकर्ताओं का फायदा उठाया है विभिन्न उद्योगों के अलग अलग लक्ष्य और संदेश होते हैं जो वे बताना और पूरा करना चाहते हैं उनके पास अलग अलग ब्रांड की छवियां भी हैं और यहां तक कि किसी विशेष संगठन के भीतर भी विभिन्न खंड अलग अलग प्रकार के कर्तव्य करते हैं इसलिए वे अवचेतन और गहरी जड़ें ट्रिगर करने के लिए रंग मनोविज्ञान के अचेतन प्रभाव का उपयोग करना चाहते हैं जिससे लोगों के व्यवहार के बारे में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और व्यवहार में उनकी पता चले कार्यस्थल में अगर सही तरीके से उपयोग किया जाये तो रंग भी दक्षता और सकारात्मकता की भावना को पर्याप्त रूप से प्रदान करने की क्षमता रखते हैं 1999 में क्रैग्जटन यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन किया गया जहाँ पाया गया कि जो कर्मचारी नीले रंग के विभिन्न रंगों में वर्दी पहने हुए थे वे शांत होते है और वे अपनी पेशेवर भूमिकाओं और क्षमता के बारे में अधिक उम्मीद महसूस करते थे समान रंगों की पसंद अवचेतन संदेशों के विशेष सेटों को बताती है उदाहरण के लिए चिकित्सा कर्मचारी डॉक्टर लैब कर्मचारी हमेशा सफेद कपड़े पहने होते हैं क्योंकि यह शुद्धता की भावना और स्वच्छता और बाँझपन के संघों को भी विकसित करता है मैकडॉनल्ड्स ने संबंधित लक्षणों को पकड़ने के लिए पीले और लाल संयोजन का उपयोग किया है जहाँ तक लाल रंग का संबंध है वह गर्मजोशी और खुशी की भावनाओं से अवगत कराता है जो पारंपरिक रूप से पीले रंग से जुड़ी होती है इन संघों के पास अनुसंधान द्वारा समर्थित तथ्य है यह चार्ट सामान्य संघों को प्रदर्शित करता है जो हमारे पास विभिन्न रंगों के साथ हैं यह न केवल आम धारणाओं पर आधारित हैं बल्कि वैज्ञानिक शोध ने उनका समर्थन भी किया गया है भले ही यह चार्ट प्रमुख धारणाओं के साथ साथ वैज्ञानिक शोधों के निष्कर्ष को प्रदर्शित करता है लेकिन हमारी व्याख्या करने के तरीके में सांस्कृतिक भिन्नताएं भी हैं आइए हम इन सांस्कृतिक विविधताओं को देखें अब लाल रंग के चीन में विभिन्न संस्कृतियों के अलग अलग संघ हैं यह सौभाग्य के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन कई कोरियाई देशो में इसके लिए ठीक विपरीत प्रतीक है फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में यह माना जाता है कि यह रंग मर्दाना रंग है जापान में यह खुशी के साथ जुड़ा हुआ है घाना में दूसरी ओर यह दुख की भावना के साथ जुड़ा हुआ है कुछ अन्य अफ्रीकी देशों में यह जादू टोना और मृत्यु के प्रतीक साथ जुड़ा हुआ है शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि संबद्ध स्थितियों में जो लोग लाल रंग के होते हैं वह अधिक आकर्षक माने जाते है हालांकि उपलब्धि स्थितियों में लाल नकारात्मक या टालमटोल प्रतिक्रियाओं के साथ जुड़ा है यह बौद्धिक उपलब्धि के संदर्भ में भी कहा जाता है जिसमें हमारी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है जहां लाल विफलता से जुड़ा है और हरा सफलता से जुड़ा है इन निष्कर्षों के बावजूद हम पाते हैं कि लाल रंग के लोगों के दिमाग में सामान्य जुड़ाव हैं जो ऊर्जा और जुनून के साथ ज्वलंत बने रहते हैं और अक्सर विपणन रणनीति के रूप में उपयोग किए जाते हैं मैं यहां रेबेका ग्रॉस के एक बहुत ही दिलचस्प लेख का उल्लेख करूंगा जिन्होंने कुछ ब्रांड का विश्लेषण किया है उसने कोम्बी नामक ब्रांड का हवाला दिया है जो कनाडा के जलवायु के लिए उपयुक्त गर्म कपड़े बेचता है इसकी ब्रांड पहचान लाल रंग पर आधारित है जो गर्मजोशी के साथ साथ कनाडाई झंडा के साथ इसके जुड़ाव की भावनाएं पैदा करता है वह स्वीडिश डेमोक्रेटिक यूथ लीग की दृश्य पहचान के लिए भी संदर्भित है जिसने लाल का उपयोग किया है क्योंकि यह राजनीतिक रूप से संबद्ध और पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है जहां तक स्वीडिश डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है नीले रंग के विभिन्न संघों का उपयोग शांति और शांति का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया गया है और यह हमेशा आकाश या समुद्र के नीले रंग से जुड़ा होता है अधिकांश देशों में इसे एक मर्दाना रंग के रूप में देखा जाता है ईरान एक अपवाद है जहां नीला को एक अवांछनीय रंग माना जाता है हमारे मनोविज्ञान में सकारात्मक संघों के बावजूद कौन सा रंग है हम पाते हैं कि भाषा में यह नीले रंग में होने का नकारात्मक अर्थ बताता है नीला रंग एक उदासीन रवैया व्यक्त करता है और अवसाद का सुझाव देता है हालाँकि नीले रंग के सकारात्मक पहलुओं का उपयोग विपणन रणनीति के रूप में किया गया है एक विशेष ब्रांड जिसने नीले रंग के विभिन्न रंगों का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया है वह हींग जनरल स्टोर है जो समृद्ध दृश्य भाषा पर आकर्षित करता है जो जीवंत नीले रंग को जोड़ती है यह एशिया की चमकदार रोशनी और नेत्र स्थान और वातावरण को श्रद्धांजलि देता है जो देखने में सुखदायक है एक और उदाहरण जीवन कोचिंग कंपनी सिगफ्रीड की क्रूर छवियों का है जो संचार और नेतृत्व के बारे में है इस जीवन कोचिंग के विज्ञापनों में नीला कंपनी व्यावसायिकता के साथ साथ निर्भरता का सुझाव देती है मार्केटिंग रणनीति में हरे रंग के विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है चमकदार हल्का हरा रंग विकास जीवन शक्ति और नवीकरण को इंगित करता है जबकि हरे रंग के समृद्ध रंग धन प्रचुरता और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं रेबेका ग्रॉस ने दो ब्रांडों के उदाहरण लिया है एक आलबाहाका रेस्तरां का है जो व्यवसाय कार्ड में जीवंत हरे उपयोग करता है और यह ताजा और स्वस्थ भोजन का सुझाव देने वाले रेस्तरां के नाम के साथ जुड़ा हुआ है एक और उदाहरण जो उसके द्वारा उद्धृत किया गया है वह ब्रांडिंग से संबंधित है जो हेलसिंकी में अपने स्ट्रीट फूड फेस्टिवल को बढ़ावा देने के लिए कोकोरो और मोई द्वारा है फ्लोरोसेंट हरा एशिया की रात के बाजारों के साथ साथ ताजे और नीयन रोशनी का संचार करता है प्रायोगिक भोजन जो लोग ऐसी स्थितियों में उम्मीद करते हैं काला एक और रंग है जो कई संघ हैं यह विशिष्टता शक्ति परिष्कार के साथ साथ उच्च अंत तकनीक से जुड़ा हुआ है दूसरी ओर यह अंतिम संस्कार के माहौल से भी जुड़ा हुआ है और वे दुःख का कारण बनते हैं विपणन रणनीतियों में यह अक्सर धातु और चमकदार रंगों में अक्सर इस्तेमाल किया गया है और शक्ति और विशिष्टता के साथ साथ सुझाव देने के लिए अन्य बोल्ड रंगों के साथ विपरीत तकनीकी क्षमता भी रखता है सफेद शुद्धता और मासूमियत के साथ जुड़ा हुआ है और सफलतापूर्वक इसका उपयोग उन ब्रांडों की विपणन में किया गया है जहां व्यक्तित्व सादगी पवित्रता और पारदर्शिता के बारे में है रंगों में कुछ प्रथागत संघ भी होते हैं उदाहरण के लिए ब्राजील में लोग हरे और पीले रंग के जूते पहनने से बचते हैं क्योंकि ये रंग ब्राजील के झंडे में हैं और ब्राज़ील के लोग अपने परिधानों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं यह अभ्यास अमेरिकी अभ्यास से बहुत अलग है जहां झंडे के रंग किसी भी प्रकार के उत्पाद पर पहना जा सकता है उदाहरण के लिए भगवा को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है जबकि हरा इस्लाम में पवित्र माना जाता है पेशेवर संचार के संदर्भ में हमें रंग का संदर्भ सिद्धांत मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली का एक व्यापक मॉडल है यह रंग और उसके प्रभाव अनुभूति और व्यवहार के बीच संबंधों की व्याख्या और भविष्यवाणी करता है इस सिद्धांत के अनुसार रंग एक गैर शाब्दिक दृश्य उत्तेजना है जो प्रतीकात्मक रूप से किसी विशेष रंग के व्यक्ति के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी दे सकता है यह विभिन्न अर्थों के साथ भी जुड़ा हुआ है जिनकी मनोवैज्ञानिक प्रासंगिकता है और यह प्रासंगिकता रंगों के आंतरिक मूल्यों के साथ साथ सरलीकृत से परे है हमारा मस्तिष्क सक्षम है उन्हें लगभग तुरंत और स्वचालित रूप से संसाधित करना होता है मैं एक बहुत दिलचस्प पुस्तक का भी उल्लेख करूंगा जो गैर मौखिक संचार के इस पहलू के बारे में बात करती है यह जॉन गेज द्वारा किया गया है पुस्तक का शीर्षक है कलर एंड कल्चर प्रैक्टिस पुरातनता से अमूर्तता तक का अर्थ जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है वह रंग एक आकस्मिक ऐतिहासिक घटना है जिसका अर्थ भाषा की तरह है जो विशेष संदर्भ में अनुभव और व्याख्या है इलियट और मैयर जैसे अन्य सिद्धांतकार ने यह भी सुझाव दिया है कि किसी विशेष रंग का अर्थ उस संदर्भ या परिवेश से अलग नहीं होता और यह एक संदर्भ है जो एक रंग की हमारी धारणा को प्रभावित करता है और एक अतिरिक्त समझ और जानकारी देता है उदाहरण के लिए वस्तु का आकार और बनावट जिस रंग को देखा जाता है इस वस्तु को किसी विशेष वातावरण वगैरह में रखना एक विशेष रंग की अतिरिक्त व्याख्या भी प्रदान करते हैं हम कह सकते हैं कि रंग हमारे व्यक्तिगत के साथ साथ पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करते हैं और हमारे व्यक्तित्व के बारे में दूसरों को सुराग देते हैं आप क्षण भर में सुबह अपनी आँखें खोलते हैं और आपका मस्तिष्क सात मिलियन से अधिक रंगों से भर जाता है मानो या न मानो कुछ रंग आपको सिरदर्द दे सकते हैं एक बार आप रंगों के पीछे का मनोविज्ञान समझ ले आप दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एक साथ बुनियादी रंगों की समझ आप एक बेहतर बाज़ारिया बन सकते हैं आप लोगों को प्रभावित करने और खुद को अधिक प्रेरक बनाने के लिए कुछ रंगों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं आप मनोविज्ञान से केवल दूसरों की कार के रंग को देखकर उनके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं हालाँकि हम दुनिया को 7 लाख अलग अलग रंग में देखते हैं ज्यादातर लोगों को इस बात का जरा सा भी आभास नहीं होता है कि रंग उनके मूड और खरीदने के निर्णय को कैसे प्रभावित करते हैं कुछ रंगों को पहनकर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं की आप विभिन्न स्थितियों में सफल होने सक्षम हैं उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आपका कल एक साक्षात्कार है और आप वास्तव में नौकरी चाहते हैं लेकिन आपके साक्षात्कार से पहले और बाद में आवेदकों की एक लंबी सूची है अब नीला रंग वफादारी और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए साक्षात्कार में नीला पहनने पर हायरिंग मैनेजर को अनजाने में आप पर अधिक भरोसा होगा कल्पना कीजिए कि आपके पास एक प्रमुख व्यवसाय का सौदा या अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना है नीला पहन कर आपने अधिक भरोसेमंद दिखेंगे और व्यापारिक सौदा आपके पक्ष में होने की अधिक संभावना है यह सिर्फ एक उदाहरण है कि रंग आपके लिए क्या कर सकता है एक और प्रमुख रंग काला है हालांकि यह बहुत रोमांचक नहीं लग सकता है लेकिन इसका एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक निरीक्षक प्रभाव है काले रंग के पीछे का मनोविज्ञान कहता है कि यह शक्ति और अधिकार को दर्शाता है लेकिन यह आपको भयावह या दुष्ट प्रतीत हो सकता है अगर आप लड़कियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक आधिकारिक आदमी के साथ रहना चाहते हैं तो अपनी अलमारी को काले कपड़े के साथ अनुकूलित करना न भूलें ब्लैक में स्लिमिंग प्रभाव भी है और यह उन लोगों के लिए अद्भुत काम करता है जो अधिक वजन वाले हैं और पतला दिखना चाहते है न ही आप प्रमुख रंगों और उनके पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस ज्ञान को पढ़ने से आप कैसे दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व पढ़ सकते हैं एक बार जब आप मनोविज्ञान का अध्ययन कर चुके होते हैं तो आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि रंग किसी व्यक्ति के आसपास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं सीक्रेट है की आप उन कारों कपड़ों और गैजेट्स पर ध्यान दे जो वह व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है कल्पना कीजिए आप एक एक जिम में जाते है और 15 अलग अलग लोगों को देखें जो वहाँ मजबूत और स्वस्थ बनने कोशिश कर रहे हैं इस ज्ञान के बिना आप कभी भी रंगों पर विचार नहीं करेंगे की उनके रिस्टबैंड जूते या पानी की बोतलें किस रंग के हैं और वे आपको प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व बताएंगे इसलिए इसे गैर मौखिक संचार पहलुओं के उभरते आयाम के रूप में समझा जाता है एक और पहलू जिसे मैं चर्चा के लिए ले जाऊंगा वह है ओल्फैटिक्स है जिसका अर्थ है गंध और गंध के माध्यम से संचार यह बॉडी लैंग्वेज के बहुत उपेक्षित और कम अध्ययन का पहलू है और उसके महत्व को हाल ही में महसूस किया जा रहा है हमारे सामाजिक कामकाज में खुशबू की एक निश्चित भूमिका है और इसका एक मनोवैज्ञानिक महत्व भी है शुरुआत में हम कह सकते हैं की सुखद खुशबू आकर्षित करने में मदद करती हैं जबकि अप्रिय खुशबू दूसरों को पीछे हटा देते हैं लेकिन सुखद या अप्रिय होने के रूप में एक विशेष गंध का निदान करना आसान नहीं है स्मृति के साथ एक विशेष गंध का जुड़ाव हमेशा होता है हमारी पुरानी यादें अक्सर कुछ गंधों के साथ जुडी हुई हैं और एक विशेष गंध की पुनरावृत्ति हमें पिछले समय में ले जा सकती है उसी समय यदि गंध वर्तमान में होने वाले अनुभव के साथ जुडी है तो हम इसे अपनी स्मृति में समग्रता में बनाए रखते हैं गंध चेतावनी की एक प्रणाली के रूप में भी कार्य कर सकती है कुछ संस्कृतियों में दूसरों की तुलना में गंध की अधिकता होती है और यह हमें इस तथ्य के प्रति संवेदनशील बनाता है कि हमारी खुशबू की सराहना में सांस्कृतिक की विकसित देशों में विविधताएं भी मौजूद हैं यह आमतौर पर पाया जाता है कि लोग शरीर की गंध और असहज गंद से परेशान होते हैं और इसलिए वे कृत्रिम रूप से निर्मित इत्र पहनने पर बहुत पैसा खर्च करते हैं एक अध्ययन हमें बताता है कि अमेरिका में कई लोग मानते हैं कि शरीर की गंध आक्रामक है और इससे बचना चाहिए इसलिए वहां इत्र का बहुत बड़ा बाज़ार है इसके विपरीत हम पाते हैं कि अरबी देशों में शरीर की गंधों की बेहतर स्वीकार्यता है और उन्हें प्राकृतिक हिस्सा माना जाता है गंध के संदर्भ में गैर मौखिक कोड की अन्य व्याख्याओं के समान हमारी प्राथमिकताएं सार्वभौमिक नहीं हैं ओल्फैटिक्स इंटरकल्चरल संचार को भी प्रभावित करता है और अन्य लोगों के साथ बातचीत की हमारी इच्छा को भी ख़राब कर सकता है हमारी गंध हमारे प्राकृतिक शरीर की गंध से प्रभावित होती है यह हमारी स्वच्छता की और इत्र की आदतों से भी प्रभावित होता है यह कुछ गतिविधियों से प्रभावित होता है जो पसीना उत्पन्न करने वाली हो सकती हैं यह हमारे स्वास्थ्य के कारण कुछ बीमारियों की गंध से भी प्रभावित है लेकिन गंध केवल एक जैविक और मनोवैज्ञानिक अनुभव नहीं है यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना भी है और यह हमारी प्राथमिकता के साथ साथ हिमस्खलन को निर्धारित करता है और हमारे सामाजिक पदों आर्थिक वर्ग स्थिति और शक्ति के बारे में निश्चित सुरागों को भी दर्शाता है उदाहरण के लिए एक महंगा इत्र कोलोन या आफ्टरशेव पहनना एक निश्चित स्थिति और धन का संकेत दे सकता है दूसरी ओर पसीने की मजबूत गंध एक निम्न वित्तीय स्थिति को दर्शाती है एक प्रकार से अच्छी गैर मौखिक छाप बनाने के लिए एक गंध का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष संदर्भ में एक गंध सकारात्मक प्रभाव बना सकती है यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि सुगंध की पश्चिमी धारणाएं सार्वभौमिक नहीं है इस संदर्भ में शोधकर्ताओं ने कुछ बहुत ही दिलचस्प आदतें बताई हैं ईथोपिआ में एक खास तबका जो खटिया उठाता है उनके लिए गायों की गंध से अधिक आकर्षक कोई और गंध नहीं है माली की डोगोन समुदाय के लिए प्याज की खुशबू सबसे आकर्षक खुशबू है और उनके शरीर पर तले हुए प्याज की महक एक अत्यधिक वांछनीय इत्र है अफ्रीकी बुशमैन के लिए सबसे प्यारी खुशबू बारिश की है और पश्चिमी स्वाद में सूक्ष्मता का विशेष अभाव है अरबी संस्कृतियों में इत्र के उपयोग का एक बहुत ही जटिल सौंदर्यशास्त्र है महिलाएं अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को सुगंधित करने के लिए कई तरह की खुशबू का इस्तेमाल करती हैं लेकिन इन इत्रों का उपयोग महिलाएं केवल निजी परिस्थितियों में या करीबी परिवार के सदस्य की कंपनी में करती हैं सार्वजनिक रूप से या पुरुषों की कंपनी में इत्र पहनना एक व्यभिचार मॉडल का एक संकेत माना जाता है यह पहलू एक फ्रांसीसी नैदानिक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जेलेना जोर्डजेविक द्वारा सफलतापूर्वक कहा गया है यहाँ तक कि एक गंध को सूँघने जैसी बुनियादी प्रक्रियाएँ भी इससे प्रभावित होती हैं व्यक्तिगत गंध की जटिलताएं कई अन्य संस्कृतियों में परिष्कृत वर्गीकरण का विषय हैं मैं विशेष रूप से यह बताना चाहूंगा कि अमेजन देसाना समुदाय का औसत सदस्य आसानी से स्पष्ट करेगा कि किसी व्यक्ति की अनूठी गंध विभिन्न गंधों का एक संयोजन है उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द ओमा सेरीरी है और यह प्राकृतिक व्यक्तिगत का एक संयोजन है जो भोजन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और आवधिक गंध जो प्रजनन क्षमता से संबंधित हैं व्यक्तिगत शरीर की गंध का मूल्यांकन वैज्ञानिक रूप से सटीक होता है और पश्चिमी वैज्ञानिकों के विपरीत डेसाना समुदाय इन में से प्रत्येक का वर्णन करने में सक्षम हैं उद्योग भी गंधों और गंधों के हमारे पूर्वाभास पर आधारित होते हैं जिन्हें हम बाजार के विभिन्न प्रकार के इत्र कोलोन स्प्रे में देख सकते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं जापान में कार्यस्थल में भी विशेष रूप से खुशबू का उपयोग किया जाता है आर्किटेक्चरल और कंस्ट्रक्शन फर्म शिमिजू ने एक कम्प्यूटरीकृत तकनीक का उपयोग किया है जहाँ वह एयर कंडीशनिंग नलिकाओं के माध्यम से इत्र छिड़कते हैं ताकि कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है और तनाव के स्तर को कम किया जा सकता है विज्ञापनदाता यह भी मानते हैं कि गंध महत्वपूर्ण है और ब्रिटिश स्टोर प्राकृतिक गंध का उपयोग करते हैं जिससे ग्राहकों को एक खुश और सकारात्मक माहौल मिले तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गंध एक व्यावसायिक उपस्थिति है यह हमें हमारी भौतिक उपस्थिति और कलाकृतियों की चर्चा में लाता है जो कि संदेशों को प्रसारित करता है हमारे शरीर की भाषा के साथ साथ हमारी उपस्थिति बहुत कुछ बताती है हम में से ज्यादातर लोग पहले किसी अन्य व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं और हमारे प्राथमिक विचार अक्सर इन दो पहलुओं पर आधारित होते हैं सही पोशाक और उपयुक्त सामान हमें विशिष्ट और लक्षित परिणामों को प्राप्त करने में मदद करते हैं वे हमें कुछ संदेशों को गहराई से पारित करने और दर्शक पर एक विशेष छाप बनाने में मदद करते हैं इस संदर्भ में हमारी पसंद हमारे सामाजिक आर्थिक के बारे में संकेत देती है हालांकि विचार व्यापार और पेशेवर दुनिया से परे फैली हुई है जहाँ तक भौतिक उपस्थिति और कलाकृतियों के उपयोग का संबंध है हम पाते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों की अपनी प्राथमिकताएँ हैं जहाँ तक हम ड्रेस कोड और बालों को देख सकते हैं इन मुद्दों को पारंपरिक रूप से नृवंशविज्ञानी और व्यवहार वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन किया गया था लेकिन अब इनका इंटरकल्चरल और बिजनेस कम्युनिकेशन में भी काम लिया जा रहा है इन अध्ययनों को लेने का कारण इस विचार पर आधारित है कि हमारी स्वाभिमान की भावना का सामान प्रतीक है हम जो कपड़े पहनते हैं जो सेल फोन कवर हम चुनते हैं हमारा बटुआ धूप का चश्मा जो हमारे पास है वह टैटू जो हमारे पास हो सकता है हमारे पास संचार के निर्णय को दिखाता है जो बदले में हमारी भावनाओं और भावनाओं पर आधारित होते हैं वे हमारे लिंग स्थिति व्यक्तित्व के साथ साथ हमारी संबद्धता को भी प्रोजेक्ट करते हैं सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि सामान साफ और अच्छे आकार में होना चाहिए ख़राब बेल्ट गंदे जाते अव्यवस्थित ब्रीफकेस एक अनकांशस व्यक्तित्व का सुझाव देते हैं और हम दूसरों को संदेश देते हैं कि हम उन्हें बनाए रखने के लिए उनकी परवाह नहीं करते हैं इसलिए शारीरिक बनावट और हमारे सामान को उपयोग करने का तरीका अन्य लोगों को हमारे व्यक्तित्व के बारे में राय बनाने में सक्षम बनाता है हालांकि हमारी पसंद में अंतर्निहित कारक में पर्यावरण से उपयुक्तता का अर्थ होना चाहिए इसके लिए एक निश्चित जागरूकता की आवश्यकता है विभिन्न सांस्कृतिक मूल्य इसके प्रति हमारी संवेदनशीलता और पूर्वाभास की योजनाबद्ध योजना ये अंतर बनाते हैं सामान की अपनी भाषा है कपड़ों की भी अपनी भाषा होती है उदाहरण के लिए काश्मीर और कपास सुझाव देते हैं कि पहनने वाला परिष्कृत है चमड़े वगैरह जैसी कठोर सामग्री एक जुझारू और मुखरता का सुझाव देती है जो कुछ व्यवसायों में अच्छी नहीं मानी जाती जूते के प्रकार जो हम पहनते हैं वह भीविशेष राजनीति को इंगित करता है एक अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि एक पेशेवर पोशाक और उपस्थिति आत्मविश्वास बढ़ाती है स्लाइड समय देखें 3341 एक और पहलू जो अब बॉडी लैंग्वेज के दायरे में आ गया है वह टैटू का अध्ययन है टैटू शरीर की भाषा के एक विशिष्ट रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे शरीर पर वे एक स्थायी हैं जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता और इसलिए वे अक्सर स्व ब्रांडिंग के रूप में माने जाते है एक निशान जो बोलता है और फिर भी आसानी से जवाब देता कुछ शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि फैशन और फैशन विरोधी के बीच अंतर करना होगा उनके अनुसार फैशन को निरंतर और व्यवस्थित परिवर्तन की विशेषता है दूसरी ओर एक विरोधी फैशन अपेक्षाकृत रूढ़िवादी है और परिवर्तन के बहुत प्रतिरोधी है टैटू को सामान्य रूप से फैशन की विरोधी श्रेणी में रखा जाता है वे सामाजिक और सांस्कृतिक संबद्धता और स्थिरता में एक भ्रम पैदा करते हैं यह सब कहने के बाद मैं दोहराऊंगा की प्रभावी संचार के लिए संदर्भ की मान्यता आवश्यक है वास्तव में संदेश जिसे हम संप्रेषित करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने को उसका प्रभाव उत्पन्न करना होगा मैं हमारे महान नेता हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी का उल्लेख करना चाहूंगा अक्सर पश्चिमी मीडिया द्वारा अर्ध नग्न फकीर के रूप में उनका उपहास किया गया था लेकिन तथ्य यह है कि जिस तरह की पोशाक वह पेहेनते थे वह देश की जनता के लिए उनका भावनात्मक लगाव दर्शाता था इस बिंदु पर बॉडी लैंग्वेज के इन पहलुओं पर मेरी चर्चा समाप्त करते हैं हमारे अगले मॉड्यूल में मैं गैर मौखिक संचार के कुछ अन्य उभरते पहलुओं को उठाएगा